सॉलिडवर्क्स सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन NPTEL ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है पहले की कक्षाओं में हमने सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के बारे में जाना आज की कक्षा में हम सॉलिडवर्क्स का उपयोग करने के कुछ उदाहरणों का अभ्यास करेंगे इन सॉलिडवर्क्स आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद या यहाँ से हमारे पास यह टर्मिनल होगा तो इस पर हम किसी भी वस्तु को ड्रॉ करने की स्थिति में होंगे और यह आपके ऊपर है कि आप किस संस्करण का उपयोग करना चाहते हैं हमारे पास सॉलिडवर्क्स 2015 संस्करण है और हम इसका उपयोग कर रहे हैं इसलिए जब आप नए संस्करणों के लिए जा रहे हैं तो सॉफ़्टवेयर के लिए नए अपडेट होंगे फिर भी पुराने संस्करण सरल इंजीनियरिंग ड्राइंग समस्याओं का अभ्यास करने के लिए काम करते हैं सॉलिडवर्क्स के रूप में पहला कदम जो हमें करना है वह है माउस का उपयोग करके इस ऑब्जेक्ट नाम के माध्यम से जाने की कोशिश करना यहां हम इस नए कंट्रोल को देख सकते हैं वहां न्यू पर क्लिक करें इसलिए पहला उदाहरण जो हम अभ्यास कर रहे हैं वह 2 डी स्केच या पार्ट ड्राइंग है जिसके साथ हम जाना चाहेंगे तो पहले वर्ग में हमने सीखा है कि सॉलिडवर्क्स 3 प्रकार की वस्तुओं की पहचान करता है एक हिस्सा पार्ट ड्राइंग है दूसरा एक एसम्ब्ली ड्राइंग है दूसरा एक ड्राइंग है तो पहले 2 डी स्केच सरल 3 डी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो अद्वितीय हैं यदि हम निर्माण के लिए इच्छुक हैं तो हमें पार्ट ड्राइंग पर क्लिक करना होगा पार्ट पर क्लिक करें फिर ok पर क्लिक करें फिर यह एक खाली स्क्रीन खोलता है फिर पहले हम इस ऑब्जेक्ट न्यू पर जाते हैं फिर यह एक पार्ट ड्राइंग की तरह कुछ खोलता है फिर ओके पर क्लिक करें यह एक रिक्त स्थान खोलता है इस रिक्त स्थान में हमारे पास एक सुविधा प्रबंधक है जहां सामने का तल शीर्ष तल और दायां तल स्थित है इसी तरह हमारे पास स्केच टूलबार जैसा कुछ है स्केच लाइन और अलग तरह की चीज यहाँ एक अन्य वस्तु है ज़ूम व्यूज़ और अन्य चीजें स्थित हैं और नीचे हमारे पास MMGS नाम की कुछ इकाइयाँ हैं और यह MMGS हमारी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है तो अब एक सरल उदाहरण के साथ शुरू करते हैं इस पार्ट की ड्राइंग को खोलने के बाद यदि हम कुछ भी दिखाना चाहते हैं यदि यह एक 2 डी शीट है जो हम मैन्युअल रूप से खींचते हैं तो हमारे पास एक शीट सामान्य है जिसे हम कुछ भी दिखा सकते हैं लेकिन सॉलिडवर्क के लिए आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप किस प्लेन को ड्रा करना चाहते हैं और किसी भी ड्राइंग को शुरू करने के लिए अनुशंसित तल मे सामने वाला तल चुना जाता है तो इसके लिए हमें आपको क्या करना है अपने माउस को फ्रंट प्लेन पर ले जाएं फिर यह एक प्लेन के आइसोमेट्रिक दृश्य जैसा कुछ पता लगाता है आपको अपने माउस को स्थानांतरित करने के लिए कुछ भी क्लिक नहीं करना चाहिए इसी तरह यदि आप अपने माउस को टॉप प्लेन में ले जा रहे हैं तो यह उस सतह के सपाट भाग को दर्शाता है इसलिए यदि आप कुछ ऐसा मान रहे हैं जैसे कि एक समतल तल है तो सामने वाला तल है कटे हुए अनुभागीय प्रकार के तल को रोकना और एक सही तल है हम उस घनाभ का सही तल भी देख सकते हैं यह एक तरह से हमने आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग के लिए देखा है यदि हम इसे देख रहे हैं तो सामने वाला तल प्रमुख अक्षों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है शीर्ष तल आपको एक और प्रमुख अक्ष देता है और सही तल आपको एक और अक्ष प्रदान करता है इसलिए पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है सामने का तल पिक का मतलब है कि अपने माउस को ले जाएं फिर उस बटन पर राइट क्लिक करें तो माउस राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 बटन हैं और राइट साइड बटन चुनें एक बार जब आप उस सिंगल क्लिक पर क्लिक करते हैं तो यह एक डायलॉग बॉक्स खोलता है जिसमें आप उस प्लेन को सामान्य बनाना चाहेंगे तो यह प्रतीक है कि हमारे पास उस दिशा में एक सामान्य वेक्टर के साथ एक वर्ग जैसा कुछ है यदि आप क्लिक करते हैं कि यह उस सामने वाले तल से संरेखित होगा तो पहला कदम अपने माउस को फ्रंट प्लेन पर ले जाना है फिर राइट क्लिक करें फिर इस सामान्य आइकॉन पर क्लिक करें हमारे पास वह फ्रंट प्लेन होगा इसी तरह अगर हम इसे किसी टॉप प्लेन पर खींचने जा रहे हैं तो हमें जो करना है वह एक क्लिक देना है जो राइट है उस टॉप प्लेन पर क्लिक करें फिर उस पर लेफ्ट क्लिक करें जो आपको टॉप प्लेन देता है शुरू करने के लिए अनुशंसित तल हमारे लिए एक सामने का तल है क्लिक लेफ्ट क्लिक फिर एक और लेफ्ट क्लिक मुझे एक फ्रंट प्लेन देता है इसलिए जो भी 2 आयामी चित्र हम जाते हैं हम करने जा रहे हैं हम इसे इस सामने वाले तल पर करेंगे तो हम ऐसा करते हैं लाइन सर्कल कर्व और कई और अधिक विकल्प हैं तो जो हम करने जा रहे हैं वह पहला है जो आपके माउस को लेफ्ट क्लिक देता है फिर एक रेखा है उस रेखा को उठाओ फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींचो फिर एंटर दबाएं फिर एस्केप दबाएं यह एक रेखा खींचता है अब यह रेखा हमे कुछ इकाइयों को निर्दिष्ट करना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए जो हम करते हैं वह बस है रेखा के बगल में एक बटन स्मार्ट डायमेंशन का है स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करके हम लंबाई समायोजित कर सकते हैं उस लाइन का तो स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करें पर क्लिक करें बस अपने माउस को बिना किसी क्लिक के स्थानांतरित करें फिर उस पर क्लिक करें यदि आप उन डायमेंशन से खुश हैं तो यह ठीक है यदि आप उस डायमेंशन से खुश नहीं हैं केवल 50 लगा दें अब इकाइयाँ जिन्हें आप हमेशा चुन सकते हैं इसलिए यदि आप उस 50 से नीचे आ रहे हैं तो उस इकाई में कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं जिन्हें हम मिमी उठा सकते हैं एक बार जब यह किया जाता है तो टिक मार्क पर क्लिक करें फिर यह आपको 50 मिमी डायमेंशन दिखाता है फिर पहला कदम सामने के प्लेन को सामान्य से खोलने के बाद है हम आपकी सुविधा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा को उठाते हैं जो भी हो क्योंकि यह एक अभ्यास सत्र है फिर Enter दबाएं फिर एस्केप दबाएं यह एक रेखा खींचता है यदि आप माउस ले जा रहे हैं तो आपको कोई और अन्य कोई जानकारी नहीं दिखाई देगी अब यह रेखा को हम समायोजित करना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए जो हम करते हैं स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करें इस रेखा पर क्लिक करें उस डायमेंशन के साथ हम बस अपने माउस को स्थानांतरित कर सकते हैं फिर फिर से बाएं क्लिक पर दे सकते हैं अब जो भी डायमेंशन मे हम रुचि रखते हैं जैसे की 75 मिमी में उसके बाद ओके पर क्लिक करें यह 75 मिमी के साथ एक रेखा खींचता है मेरा सुझाव ड्राइंग के समान डायमेंशन के लिए हर समय है समान डायमेंशन में समान इकाइयाँ यदि आप मिमी के साथ शुरू करते हैं तो सब कुछ उस स्केच में मिमी के साथ जाता है जो आप केवल मिमी का उपयोग करने जा रहे हैं मैं यह सुझाव दे रहा हूं क्योंकि हम आंशिक ड्राइंग स्तर पर हैं इसलिए हम एक वस्तु का निर्माण करते हैं और इसलिए इसके लिए इकाइयां मिमी हो सकती हैं अगले पार्ट जब हम इसे सेंटीमीटर में बना रहे हैं अगर हम पर्याप्त सावधानी नहीं रखते हैं तो इन वस्तुओं को हम बनाने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं और एक समस्या होगी तो हर समय मिमी की तरह इकाइयों की एक प्रणाली के साथ जाना अब मैं एक से दूसरी ओर एक झुकाव रेखा रखना चाहूंगा और एक निश्चित कोण के साथ एक और रेखा खींचना चाहूंगा इसलिए मुझे जो करना है वह यह है कि मुझे फिर से लाइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई एंटर या एस्केप बटन नहीं दबाया है इसलिए मैं अपनी लाइन को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकता हूं और उस Enter पर क्लिक कर सकता हूं अब मैं सिर्फ एंटर और एस्केप डाल सकता हूं तो मैं उस ड्रा मोड से बाहर आऊंगा अब मैं अपने स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग कर सकता हूं यह एक अगर आप पर्याप्त सावधानी बरतते हैं तो आप केवल इस माउस को सामान्य खींच सकते हैं कि लंबाई समायोजित करें या हम उस रेखा की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी दे सकते हैं जो जमीनी स्तर के संबंध में है उसके लिए आप बस अपने माउस को घुमाने के लिए जाएँ फिर यह उस तरह से हो जाता है जैसे आप देखते हैं रेखाओ में से एक रेखा की इसे उस दिशा में सामान्य रूप से दिखाने जा रहा है तब आपको माउस का उपयोग करने में सावधानी बरतनी होगी दूसरे तरीके से यदि आप इसे घुमाते हुए थोड़ा घूम रहे हैं तो यह उस की ऊर्ध्वाधर ऊँचाई को दर्शाता है इसी तरह हम इस दिशा में भी उपयोग कर सकते हैं इसलिए जो भी डायमेंशन हम यह बताना चाहेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं उदाहरण के लिए मैं 50 मिलीमीटर की ऊँचाई रखना चाहूंगा उसके लिए मैं क्या करूँ 50 यूनिट या मिलीमीटर और ओके पर क्लिक करें तो अब आप देखते हैं कि लाइन को छोटा कर दिया जाता है क्योंकि जमीनी स्तर के संबंध में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 50 मिलीमीटर है अब आप चाहेंगे कोई दूसरी वस्तु ड्रॉ करना उदाहरण के लिए एक निरंतर रेखा के बजाय एक केंद्र रेखा की तरह हम एक केंद्र रेखा खींचना चाहेंगे इसके लिए हमें जो करना है उसे क्लिक करें एक ड्रैग डाउन तरह का एक त्रिकोणीय बटन है तो उस पर क्लिक कर वहां जाएं सेंटरलाइन जैसा कुछ होता है यह चुनें कि सेंटरलाइन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आ जाए फिर एंटर करें उसके बाद एस्केप दबाएं तो आप एक केंद्र रेखा खींचने की स्थिति में होंगे पहले की कक्षाओं में हमने देखा है कि जब आपके पास अक्ष अक्षीय वस्तुएं हैं तो हम इस केंद्र रेखा का उपयोग करते हैं इसलिए उस केंद्र रेखा में हमेशा बड़े प्रारूप जैसे छोटे डैश के बाद एक मानक प्रारूप होता है अब मैं इस केंद्र लाइन दूरी या शायद लंबाई को समायोजित करना चाहूंगा फिर स्मार्ट डायमेंशन मैं इसका उपयोग कर सकता हूं वहां जाएं क्लिक करें इसे 112 तक समायोजित करें जो भी यूनिटें मिलीमीटर की तरह हों फिर ओके पर क्लिक करें यह स्वचालित रूप से उस केंद्र रेखा की लंबाई को समायोजित करता है यदि आप जब तक स्केच मोड में हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि पेंसिल की तरह की और रिट 10 तरह की चीज़ के साथ एक आइकन है यह इंगित करता है कि आप स्केच मोड में हैं इसका मतलब है आप उस तल पर हैं तुम कोई वस्तु उठाओ तो आप उसे दिखने की स्थिति में होंगे आप स्केच मोड से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि आप चीज़ों को हटाना चाहते हैं आप उन चीज़ों को मिटाना चाहते हैं जिन्हें आप सीधे स्केच मोड पर नहीं कर सकते मैं सीधे लाइनों वगैरह को हटा नहीं सकता उसके लिए सबसे पहले या तो इस्केप को दबाएं या वहां जाएं उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें फिर मैं उस स्केच मोड से बाहर आया अब कुछ भी अगर मैं फिर से ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे फ्रंट प्लेन चुनना होगा और इसी तरह मेरे पास मौजूद चीजें हैं ऐसा करने के लिए अब मैं इस रेखा को हटाना चाहूंगा मुझे क्या करना है उस पर क्लिक करें ऐसा करें क्या यह कहता है कि निम्नलिखित आइटम को हटाएं हां अगर ऐसा है तो आप इसे हटा दें इसलिए जब भी आप स्केच मोड से बाहर आ रहे हैं यदि आप आमतौर पर हटा रहे हैं यदि आप ड्राइंग को नहीं बचा रहे हैं तो यह सब कुछ हटा देता है तो हम इसे एक बार फिर से करते हैं इसमें अगर मैं चाहूंगा क्योंकि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है अब अगर मैं इसका निर्माण करना चाहता हूं तो फ्रंट प्लेन पर जाएं बस अपने माउस को ले जाएं फिर राइट क्लिक करें फिर यह नॉर्मल टू प्लेन दिखाता है उस नॉर्मल टू प्लेन पर क्लिक करें तो सामान्य तल खुल जाता है अब मैं एक रेखा खींचना चाहूंगा सेंटरलाइन एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाऊँगा फिर एंटर एस्केप दबाएं अब इसी तरह मैं एक रेखा की तरह कुछ दिखाना चाहूंगा तो यह स्वचालित रूप से पता लगाता है कि उस लंबवत प्रकार की प्रणाली को मैं कहां दबा सकता हूं फिर एंटर प्रेस एस्केप हम अभी भी एस्केप मोड में हैं मैं केवल इस लाइन को हटाना चाहता हूं फिर मैं आपके कीबोर्ड पर उस प्रेस डिलीट बटन को क्लिक करता हूं इसलिए जब भी आप किसी विशेष ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं तो आपको स्केच मोड पर रहना होगा यदि आप स्केच मोड से बाहर आते हैं तो उनमें से एक को चुनें आमतौर पर यदि आप किसी भी अन्य चीजों को निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं तो यह पूरी वस्तु को हटा देता है तो आपको हटाए गए ऑब्जेक्ट का उपयोग करने के मामले में सावधान रहना होगा अब मैं इस तल पर एक रेकटंगेल बनाना चाहूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा मैं इसे फ्रंट तल से इसे पर हटा दूंगा और नॉर्मल टू मैं जाऊंगा मैं हमेशा स्क्रॉल बटन का उपयोग कर सकता हूं अभी मैं इन 2 माउस क्लिकों के बीच स्क्रॉल बटन जैसा कुछ है उसका उपयोग कर रहा हूं यदि हम इसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यह उस प्लेन पर जूम करता है या उस प्लेन से बाहर जूम करता है तो अब हम ज़ूम इन कर रहे हैं यह ज़ूम आउट कर रहा है मैं इसे समायोजित करना चाहूंगा मैं हमेशा इस ज़ूम टू एरिया का उपयोग कर सकता हूं उस तल से भी ज़ूम टू एरिया जैसे ज़ूम होते हैं अब उस फ्रंट तल पर मैं एक कोने की रक्टैंगल बनाना चाहूंगा एक स्थान से मुझे क्या करना है कॉर्नर रेकटंगेल का मतलब है कि मुझे एक कोने से दूसरे कोने तक निर्दिष्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा क्लिक रक्टैंगल के कोनो को क्लिक करूंगा तो क्लिक का अर्थ है क्लिक करें इसे दबाए रखें हमें एक बार फिर से ऐसा करना चाहिए अगर मुझे इस स्केच मोड में सब कुछ हटाना है जो मैं कर सकता हूं तो अपने बाएं क्लिक बटन का उपयोग करें इसे दबाए रखें इसे दबाए रखें मतलब बिना जारी किए लगातार दबाएं फिर ऑब्जेक्ट का चयन करें फिर यह सब कुछ का चयन करता है फिर आप इसे हटा सकते हैं इसलिए अब मैं उस प्लेन के लिए एक कॉमन कोने वाला रक्टैंगल बनाना चाहूंगा कॉर्नर रक्टैंगल पर क्लिक करें मैंने किसी भी माउस को नहीं छुआ क्योंकि मैंने पहले ही क्लिक कर दिया था कि वह कोने से निकल गया था कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कोने में से एक को चुनें पिक का मतलब क्लिक इसे पकड़ो उस माउस को पकड़ें फिर उस बटन को दबाकर अपने माउस को हिलाएँ और उसे पकड़ें और अब उसे एक स्थान पर ले जाएँ एक बार यह हो जाने के बाद आपके पास तल पर वह रक्टैंगल होगी अब मैं उस रक्टैंगल के इतने निर्दिष्ट डायमेंशन को लेना चाहूंगा उसके लिए मैं फिर से स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग कर सकता हूं उनमें से एक पर क्लिक करें अब यह 4922 है मैं जो करना चाहूंगा वह 50 मिलीमीटर है जो मैं करना चाहूंगा तो 50 मिलीमीटर जाएं फिर ओके पर क्लिक करें फिर एस्केप दबाएं इसका मतलब है उस तरफ 50 मिलीमीटर तय किया गया है दूसरी तरफ मैं डायमेंशन को फिर से समायोजित करना चाहूंगा जो मैं उपयोग कर सकता हूं उस पर क्लिक करें इसे कुछ 25 मिलीमीटर तक ले जाएं तो मिलीमीटर और ओके पर क्लिक करें फिर एस्केप को दबाएं यदि आप कर रहे हैं तो यह पूरे रक्टैंगल को उचित डायमेंशन के साथ बनाता है अब जब भी हम अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न चीजों का निर्माण करना चाहेंगे तब हम दूसरी तरह की रक्टैंगल बनाएँगे यह रक्टैंगल जिसे हम कहते हैं केंद्र रक्टैंगल इसका मतलब है कि मैं एक बिंदु लेने की स्थिति में रहूंगा जहां से मुझे पूरे पृष्ठ पर रक्टैंगल शुरू करना होगा यह सामान्य दिशा में फ्रंट तल पर हमारे 2 आयामी पृष्ठ की तरह अधिक है एक बार मैं उस फ्रंट तल पर क्लिक करता हूं जिसका हम निर्माण करने जा रहे हैं किसी भी 2D ड्राइंग को हम केवल उस एक विशेष तल और अनुशंसित तल पर बनाने जा रहे हैं जो हम उपयोग करने जा रहे हैं अब एक बिंदु है जहां से रक्टैंगल का केंद्र माना जाता है उस तरह का रक्टैंगल जिसे हम केंद्र रक्टैंगल कह रहे हैं उदाहरण के लिए यह वही है जो मैंने चुना था अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा कोई एक बिन्दु मे से ईसे उठाओ उस एक बिंदु पर एक बायाँ क्लिक करें फिर आगे बढ़ें मैं इसे दबाए नहीं रख रहा हूं मैं सिर्फ क्लिक करता हूं तो इसने उस कोने को चुना है अब मैं बस अपने माउस को अच्छी तरह से हिलाता हूं विभिन्न स्थानों पर रिलीज करता हूं उसके आधार पर मैं एक रक्टैंगल के निर्माण की स्थिति में रहूंगा अब फिर से क्लिक करें अब मेरे हाथ भी खाली हैं रक्टैंगल का निर्माण किया गया है अब मैं यह बताना चाहूंगा कि यह 10 यूनिट 10 मिलीमीटर होना चाहिए ओके पर क्लिक करें अब अन्य डायमेंशन का उपयोग करना चाहूंगा उसके लिए फिर से मैं स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक कर सकता हूं या पहले से ही मैं स्मार्ट डायमेंशन पर हूं यही कारण है कि स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पर प्रकाश डाला गया है इसलिए फिर से स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करें और इसे 40 यूनिट्स जैसे मिलीमीटर ओके पर उपयोग करें फिर एस्केप और एस्केप दबाएं तो हम उस केंद्र रक्टैंगल के साथ भी किया जाता है अब हम किसी अन्य प्रकार के रक्टैंगल का उपयोग कर सकते हैं यहां एक और विकल्प है जैसे 3 प्वाइंट कॉर्नर रक्टैंगल हमारे पास 3 अलग अलग बिंदु हैं मैं एक कोने के रक्टैंगल का निर्माण करना चाहूंगा वह चुनें फिर अपने माउस को बिना किसी बटन को पकड़े पहले बिंदु को उठाएं दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु हो सकता है एक बार यह हो जाने के बाद इस्केप दो बार एस्केप को दबाएं तो यह ऑब्जेक्ट को ठीक करता है अब स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करें शायद इसे 15 इकाइयों में बदल दें और शायद यह एक 24 इकाइयों फिर एस्केप दबाएं इस तरह से हमें 3 बिंदुओं का उपयोग करके इन कोने के रेकटेनगल का निर्माण करना है अब शायद हम एक चोरस का निर्माण करना चाहते हैं कैसा कैसे करूं उसी रक्टैंगल का हम उपयोग कर सकते हैं हम दोनों तरफ समायोजित करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करते हैं हम इनमें से किसी भी कोने के रेकटंगेल की तरह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का उपयोग करते हैं पहले मैं इसे एक रक्टैंगल की तरह खींचूंगा फिर मैं स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करूंगा इसे 10 इकाइयों के रूप में क्लिक करें और यह भी 10 इकाइयों फिर प्रेस एस्केप एस्केप तो रक्टैंगल के समान कमांड भी चोरस का निर्माण कर सकता है आप किसी भी चोरस किसी भी अन्य रक्टैंगल रेखा का निर्माण वस्तु के भीतर करना चाहेंगे तो यह बहुत सीधा है आप लाइन पर क्लिक करते हैं वहां से किसी एक बिंदु को उस रेखा के मध्य बिंदु तक ले जाते हैं जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके बाद एंटर दबाएँ हम उस लाइन के साथ कर रहे हैं अब समांतर चतुर्भुज हम निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि आयताकार हमेशा उन किनारों को 90 डिग्री चोरस x को भी 90 डिग्री बनाते हैं समांतर चतुर्भुज यदि मैं निर्माण करना चाहूंगा तो मुझे उस समांतर चतुर्भुज पर क्लिक करना होगा अब यदि आप माउस को भी देख रहे हैं तो यह कर्सर स्तर है यह समांतर चतुर्भुज जैसा कुछ दिखाता है यदि आप ध्यान से इस बाईं ओर देख रहे हैं तो विकल्प हैं तो आपके सॉलिडवर्क में कई तरह के विकल्प दिखाई देते हैं चाहे आप इस कोने को कोने की तरह चाहते हों या शायद केंद्र के कोने की तरह की चीजों को या 3 प्वाइंट तरह की चीजों को और भी बहुत कुछ और यह समांतर चतुर्भुज हम उस तरह से भी उपयोग कर सकते हैं रक्टैंगल के समान हमने किस कोने का निर्माण किया है कोने से कोने के समांतर चतुर्भुज भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं यहां डिफ़ॉल्ट विकल्प को हाइलाइट किया गया है क्योंकि आपको पहला बिंदु दूसरा बिंदु कुछ झुकाव कोण 3 चुनना है यदि हम इसका निर्माण कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं पहला बिंदु दूसरा बिंदु आप तीसरा बिंदु देखते हैं यदि मैं इसे स्थानांतरित कर रहा हूं तो यह समायोजित होता है कि यह झुकाव कोण है और किया गया है अब मेरे डायमेंशन के आधार पर स्मार्ट डायमेंशन मैं जो कर सकता हूं वह उपयोग कर सकता है जो शायद निर्दिष्ट करें अब मैं केवल लंबाई के संदर्भ में नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे कोणीय डायमेंशन की तरह कुछ चाहिए यह है उस उद्देश्य के लिए भी हम स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग कर सकते हैं कुछ ऐसा है जैसे कि क्षैतिज रूप से ठीक ऑर्डिनेट डायमेंशन हमें लेने देते हैं उदाहरण के लिए इन 2 बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी 15 इकाइयों की होनी चाहिए फिर हम 15 ले एक कोने से दूसरे कोने पर क्लिक करते हैं क्षैतिज दूरी 15 होनी चाहिए इसी तरह ऊर्ध्वाधर भी हम इसे समायोजित कर सकते हैं उसी समांतर चतुर्भुज में हम 2 कोने बिंदुओं का उपयोग करना चाहेंगे पहला बिंदु दूसरा बिंदु अगर हम उठा रहे हैं तो यह सीधे एक रक्टैंगल का निर्माण करता है क्योंकि रक्टैंगल इस समांतर चतुर्भुज का हिस्सा है अब हम एक नया खोलने के लिए इस शीट को सीधे बंद कर सकते हैं या हम इन ड्रॉइंग को सेव भी कर सकते हैं फिर हमें जो करना है वह स्केच मोड से बाहर आता है वहां शीर्ष पर जाएं न्यू सेव सेव जैसी चीजें है मैं हमेशा अपनी ड्राइंग को सेव की तरह सेव कर सकता हूं एक विशेष बात के लिए शायद आप डेस्कटॉप पर कुछ निर्माण कर सकते हैं हमेशा बेहतर है नया फ़ोल्डर में एक निर्देशिका का निर्माण करना मे लिखता हूँ ड्राइंग अभ्यास फिर Open पर क्लिक करें यह पहली ड्राइंग है जिसे हम चाहते हैं कि मैं इसका नामकरण कर रहा हूं जैसे कि Part1 2D ड्राइंग अब ड्राइंग को सहेजने के लिए यहाँ संकेतन इसलिए है क्योंकि सॉलिडवर्क्स ड्राइंग को बचाने के लिए एक विशेष प्रारूप का उपयोग करता है पार्ट ऑप्शन शेल्ड भाग जैसा कुछ है इसका मतलब है कि यह सॉलिडवर्क्स का हिस्सा है या यह ड्राइंग का हिस्सा है आप इसे हमेशा अलग अलग संस्करणों में भी सेव कर सकते हैं जैसे कि आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रारूप हैं जेपीईजी इसे सेव कर सकते हैं और इसी तरह लेकिन अगर आप इसे सेव के लिए जा रहे हैं जैसे कि ड्राइंग ड्राइंग जैसे डॉट प्रेट या डॉट शेल भाग बाद में आप ड्राइंग को दिखा सकते हैं और चीजों को अपडेट कर सकते हैं और अधिक विवरण जोड़ सकते हैं या ड्राइंग को संपादित भी कर सकते हैं पहला कदम यह है कि आपको हमेशा इसे सेव करना है इसलिए ड्राइंग को हमेशा सेव कर रखें अब सीधे क्लिक करके इस आरेखण को बंद करें अब हम इसे खोलना चाहेंगे नया खोलें फिर हम नया पर क्लिक करते हैं अगर हम पुराने को खोलना चाहते हैं तो Part1 2D की तरह एक विकल्प है यदि आप केवल अपने माउस को सॉलिडवर्क पर ले जा रहे हैं तो यह सीधे उस न्यूनतम संस्करण को दिखाता है जो उस भाग पर है जिस पर हम पहले ही काम कर चुके हैं इसलिए आप उस एक को संपादित करना चाहते हैं उस एक पर क्लिक करें यह सीधे ड्राइंग को खोलता है और इन डायमेंशन को आप इस स्तर पर नहीं देख सकते हैं जब तक कि हम इस पूरी चीज़ को ड्राइंग शीट में नहीं बदलते सॉलिडवर्क्स पता लगाता है कि जब आप निर्माण कर रहे हैं तो किस तरह के डायमेंशन को दिखाता है और आंतरिक रूप से उसे सेव करता है इसके बाद जब आप इसे सेव करते हैं तो यह सीधे डायमेंशन को नहीं दिखाएगा जब तक कि आप अन्य अंतर्निहित कार्यों को परिवर्तित या आह्वान नहीं करते हैं इसलिए अगली कक्षा में हम दूसरी तरह की चीजों के बारे में जानेंगे जैसे कि 2 डी शीट पर सर्कल को कैसे दिखाया जाए जैसे कि स्लॉट स्ट्रेट स्लॉट इसे कैसे बनाया जाए दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाए एक अलग तरह का पेंटागन कैसे बनाया जाए जैसी संरचनाओं और अन्य चीजों की तरह को हम देखेंगे